पिछले व्याख्यान में हमने जो किया वह विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटम शर्तों को परमाणुओं पर लागू किया या मैं कहूँगा कि Vr kr में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन पर क्वांटम शर्तों को लागू किया और एक नाभिक के लिए kZe24π0 और हमने जो प्राप्त किया वह यह था कि nवें स्तर के लिए ऊर्जा जो कि कुछ स्थिरांक थी लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहाँ एक nrn तो इसने क्वांटम शर्तें दीं 3 क्वांटम संख्याएँ दीं मुझे और अधिक व्याख्या करने दें तो अब हमारे पास 3 क्वांटम संख्याएँ हैं nrnn मुझे इसे nrnnnnk कहने दें तब इन संख्याओं पर शर्तें थीं कि n 1 के steps चरणों में k से k तक बदल सकता था क्योंकि इसके घटक का कोणीय संवेग k था और यह 1 के steps में बदल सकता है साथ ही एक दिए गए k के लिए n जो मान लेता है k k1 k2 और इसी तरह knr तो अब हम गणना करते हैं कि यदि मेरे पास k न्यूनतम 1 के बराबर है तो क्यों क्योंकि बोहर मॉडल कहता है कि कण के लिए न्यूनतम कोणीय संवेग h2π है चूँकि इस k ने कोणीय संवेग दिया था इसलिए न्यूनतम मान 1 था मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि ये क्वांटम शर्तें क्या थीं या problem में जितने चर हैं ये एक आवर्त गति pxdx पर समाकलन थे जहां x चर है nx h के बराबर है ये क्वांटम शर्तें थीं तो अब हमारे पास एक परमाणु के लिए क्या है एक परमाणु के लिए हमारे पास n है हमारे पास k है हमारे पास n है और मुझे उसे nm कहने दें और m k और k के बीच जाता है और n कुछ भी हो सकता है n 1 2 3 और इसी तरह हो सकता है और या k तो 1 2 3 के बराबर n तक हो सकता है याद रखें nrkn और nr 0 1 और इसी तरह होगा तो किसी दिए गए n दिए गए ऊर्जा स्तर के लिए वह ऊर्जा निश्चित है En मेरे पास n होगा क्वांटम संख्या k 1 2 और n तक इसी तरह से बदलेगा और और m जो कि k और k के बीच बदलता है और यह मुझे परमाणु की संरचना देगा और इससे हम आशा रखतें हैं कि यह हमें परमाणु संरचना आवर्त सारणी और परमाणुओं के स्पेक्ट्रम आदि की व्याख्या करने में सक्षम बनाएगा इसलिए लोगों ने इनकी छानबीन शुरू कर दी क्योंकि अब हमारे पास यह सिद्धांत था जो हमें अलग अलग क्वांटम संख्याएं अलग अलग स्तर देता है और क्या वहां सब कुछ ठीक था और आइए देखें कि हमारे जांच उपकरण क्या हैं जांच के लिए मुख्य रूप से उपकरण स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी याद रखें कि यह वही है जिसने हमें परमाणु संरचना स्तर संरचना दी है तो कोई क्या करेगा गैस पर प्रकाश चमकाता है और विभिन्न तरंगदैर्ध्य देखता है कोई व्यक्ति चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकता है वह क्या करेगा तो इसकी मुझे आगे चर्चा करने की आवश्यकता है आप देखते हैं कि जब भी कोई कण किसी वृत्त में घूम रहा होता है एक आवेशित कण तो उदाहरण के लिए एक इलेक्ट्रॉन लें ठीक है तो एक कक्षा में गतिमान एक कण एक लूप में धारा को प्रदर्शित करता है यदि त्रिज्या R के लूप में करंट I है इसका तात्पर्य गति से संबधित चुंबकीय आघूर्ण से है और बस एक त्वरित गणना कि चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा चुंबकीय आघूर्ण क्षेत्रफल द्वारा दिया जाता है मैं क्षेत्रफल को vector times I सदिश गुणा I के रूप में लिख रहा हूँ एक वृतीय कक्षा के लिए क्षेत्रफल R2 होगा और मान लीजिए कि यह दिशा z है मैं z एकांक सदिश गुणा I लिखूंगा जो घूमने की आवृत्ति होगी तो घूमने की आवृत्ति गुणा आवेश स्वयं e अभी मुझे केवल परिमाण के बारे में चिंता करने दें इसलिए कि मुझे वह परिमाण चाहिए जो R2νe के बराबर है तो मुझे यह लिखने दें मैं एक कण के बारे में बात कर रहा हूँ जो परिमाण e के आवेश के चारों ओर घूम रहा है तो चुंबकीय आघूर्ण R2ν के बराबर है जो कुछ भी नहीं बल्कि R2e2π है घूमने की आवृत्ति है जो R2e2 है मैं इसे mR2e2m के रूप में लिख सकता हूँ mR2 क्या है कोणीय संवेग mR2 के बराबर है और इसलिए चुंबकीय आघूर्ण के लिए μ का परिमाण le2m के बराबर है यहाँ m कण का द्रव्यमान है सदिश रूप में मैं एक कक्षा में गतिमान आवेशित कण का चुंबकीय आघूर्ण लिखने जा रहा हूँ जो इलेक्ट्रॉन के e के बराबर होने वाला है क्योंकि आवेशित कण el2m होता है और यदि इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र B में कण की ऊर्जा B के बराबर होने वाली है ठीक है आइए देखें कि हमारी परमाणु संरचना के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं तो परमाणु संरचना में हमारे पास n स्तर k स्तर और m स्तर थे k 1 2 और n तक है और अधिक महत्वपूर्ण m जो कोणीय गति के z घटक को प्रदर्शित करता है k k 1 k 2 तक इसी तरह से 0 1 2 तक इसी तरह से k 2 k 1 मानों के बराबर है और ध्यान रखें कि यह हमेशा विषम संख्या होगी इसलिए यदि मैं यहां एक ऊर्जा स्तर लेता हूँ तो इसमें कई ऊर्जा स्तर होते हैं सभी इस तरह हैं कि n बराबर nr k समान है सही तो इस n ऊर्जा स्तर में कई ऊर्जा स्तर होते हैं तो अब क्या होगा यदि मैं एक चुंबकीय क्षेत्र लागू करूँ तो यदि मैं अलग अलग m के अनुसार जो Lz को प्रदर्शित करतें है एक चुंबकीय क्षेत्र B लागू करता हूँ इसलिए मैं इस दिशा को ले सकता हूँ जिसमें मैंने चुंबकीय क्षेत्र को z पर लागू किया है मेरे पास विभिन्न ऊर्जा स्तर विभिन्न ऊर्जाएं होंगी तो ये सभी स्तर विभाजित होने जा रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है मैं इस परमाणु को लूंगा यहाँ एक ऊर्जा स्तर En है और इसमें अब चुंबकीय क्षेत्र को लगाने से क्या होने वाला है ठीक है तो यह चुंबकीय क्षेत्र है मैं विभिन्न m के लिए स्तरों को विभाजित करने जा रहा हूँ तो यह कुछ m मान हो सकता है आइए देखें कि कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं 9 बनाता हूँ तो यहाँ 0 है यहाँ 2 3 4 और 2 3 4 हैं इन स्तरों में अलग अलग ऊर्जाएँ होती हैं तो ऊर्जाएं B होने जा रही हैं जो कि zB के बराबर होने जा रही है ठीक है अब ये मान क्या हैं इसके आधार पर ऋणात्मक ऊर्जा मान के स्तर ऊपर जाने वाले हैं और धनात्मक z घटक मान के स्तर नीचे आने वाले हैं तो यह 4ℏB होगा उदाहरण के लिए 3ℏB 2ℏB और इसी तरह इसलिए ये स्तर विभाजित होने जा रहे हैं और इसलिए स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं हैं वे भी विभाजित होने वाली हैं तो मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह की एक रेखा थी जो निश्चित तरंगदैर्ध्य λ पर आ रही है यह आस पास की रेखाओं में विभाजित होने जा रही है और संख्या का क्या हो रहा है संख्या इससे तय होने वाली है कि यहाँ कितने स्तर हैं और यह संख्या विभाजनों की संख्या विषम होगी क्योंकि यह निश्चित रूप से 2 k 1 है तो मैं यह सब आपको यह बताने के लिए कर रहा हूँ कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं और एक बार जब हमारे दिमाग में यह बात आ जाती है तो बाद में श्रोडिंगर समीकरण को हल करने पर क्या होता है यह सीखना बहुत आसान हो जाता है लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें प्रयोगात्मक रूप से जांचा जा सकता है और जब हम पूर्ण क्वांटम यांत्रिकी विकसित करते हैं तो मुझे उचित सिद्धांत के माध्यम से यह सब समझाने में सक्षम होना चाहिए तो यह तथ्य संख्या एक है तो चुंबकीय क्षेत्र में परमाणुओं की स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से हम ऊर्जा स्तर में ऊर्जा अवस्था में कई स्तरों का पता लगा सकते हैं यह एक प्रायोगिक बात है दूसरी प्रयोग बात जो अस्तित्व में थी वह थी आवर्त सारणी और रासायनिक गुण थे वे जो कभी आवर्त रूप से परिवर्तित होते थे और इस केस में क्या हुआ लिथियम सोडियम पोटेशियम और इसी तरह उन्होंने समान गुण दिखाए बेरिलियम मैग्निसियम और कैल्शियम और इसी तरह उन्होंने समान गुण दिखाए इनके लिए परमाणु क्रमांक 3 11 और 19 थे इनके लिए 4 12 और 20 थे आवर्त रूप से 8 के अंतर पर गुण में परिवर्तन होता है केवल स्पेक्ट्रोस्कोपिक ही नहीं प्रकाशीय रेखाओं की प्रकृति अर्थात अवशोषण और उत्सर्जन भी आवर्त रूप से परिवर्तित होतें है और यह भी देखा कि कभी कभी चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाओं की संख्या सम होती है हमने जो कुछ भी सीखा है ये उसके विपरीत हैं सही और फिर एक प्रसिद्ध प्रयोग स्टर्न गर्लक गर्लक प्रयोग हुआ जिसमें उन्होंने चांदी के परमाणु उसका पुंज लिया और उन्होंने इसे एक असमांगी B असमांगी चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से पारित किया उन्होंने इसे असमांगी क्यों बनाया क्योंकि असमांगी क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल उत्पन्न होता है इसलिए यदि m के मानों की संख्या जो कि कोणीय संवेग का z घटक है विषम है तो वे यह देखने की अपेक्षा करेंगे कि यहाँ रेखाओं की संख्या विषम होनी चाहिए है ना क्योंकि अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र में कुछ रखता हूँ तो स्तर m के मानों के अनुसार विभाजित होते हैं और ये मान भिन्न होते हैं यह 2ℏ 0 ℏ 2ℏ हो सकता है और संगत चुंबकीय आघूर्ण भी अलग होता है और इसलिए बल भी अलग होंगे इसलिए मुझे विषम संख्या में रेखाएँ दिखाई देंगी इसके बदले उन्हें जो मिला वह यह था कि जब परमाणु निकले तो उन्हें 2 रेखाएँ मिलीं 2 रेखाएँ तो यह भी हमने जो कुछ भी सीखा था उसके विपरीत था तो इन सभी प्रयोंगों को मिलाकर इन सभी प्रयोगात्मक साक्ष्यों को मिलाकर जो निष्कर्ष निकाला गया था और आप जानतें है कि लोगों ने उन चीज़ों के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक संकेतन भी दिया कि हाइड्रोजन की संरचना 1s थी हीलियम जहां n पहले स्तर पर जाता है पहला नंबर n का मान दिखाता है 1S2 इलेक्ट्रॉन लिथियम में 1S22S1 संरचना थी इसका मतलब है वहाँ n 1 n 2 भरे हुए थे और प्रकृति S थी जहाँ S को कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक नाम दिया गया था जिस तरह से स्पेक्ट्रम का विश्लेषण किया गया था बेरिलियम 1S22S2 था बोरॉन 1S22S22P1 था इन सभी की जांच की गयी और इसी तरह इस स्तर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 और 4 है इसी तरह जब कोई नियॉन पर पहुंचता है तो वह स्पेक्ट्रोस्कोपिक और इन आवर्त सारणी से देख सकता है कि इसकी संरचना 1S22S22P6 थी तो यहाँ कुछ निश्चित संख्याएं थीं जो भरी जा सकती थीं सही यहाँ 8 की आवर्तता थी अब यदि आप संगत क्वांटम शर्तों को देखें तो उन्होंने आपको n 1 के लिए जो दिया वह k 1 था और इसलिए m 1 0 और 1 n 2 के लिए उन्होंने आपको k 1 k 2दिया और यह m 1 0 1 था और m 2 1 0 1 2 मैं क्रम को बदल दूंगा और इसी तरह तो जो कुछ यहाँ दिख रहा है वह यह है कि पहले n1 में 3 स्तर होते हैं इसलिए यदि प्रत्येक स्तर में एक इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और k2 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए यह जो प्रयोगात्मक रूप से देखा गया था उसके विरोधाभासी है तो मुझे यह लिखने दें बायें हाथ की और प्रयोगात्मक है इसलिए पहला निष्कर्ष जो निकाला गया वह यह है कि k न्यूनतम एक के बराबर नहीं है बल्कि कोणीय संवेग का न्यूनतम मान 0 हो सकता है इसलिए यदि मैं इस कोणीय संवेग क्वांटम संख्या को 1 कहता हूँ तो वास्तव में यह k 1 होना चाहिए तो वह मैं अब यहीं बदलने जा रहा हूँ और इसे हरे रंग में दिखाने जा रहा हूँ इसके बजाय मेरे पास n 1 और l 0 होने वाला है जो k 1 है और m का संगत मान 0 होगा n 2 में l 0 होगा और l 1 यह k - 1 है m मान 0 m मान 1 0 1 और इसी तरह है तो न्यूनतम कोणीय संवेग एक हो सकता है और दूसरा अधिक महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉन की स्वयं की एक क्वांटम संख्या होती है अर्थात यह इसके लिए मूलभूत है और यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गतिमान है तो यह कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की स्वयं की एक क्वांटम संख्या होती है और इसके मान को स्पिन चक्रण कहा जाता है और इसके मान स्पिन के z घटक के रूप में ℏ2 और ℏ2 हो सकतें है ध्यान दें यह अंतर फिर से एक पूर्णांक है हालाँकि इसने जो कहा वह कोणीय संवेग का z घटक था जिसे मैं स्पिन कहूँगा मुझे इसे स्पिन को अलग रंग में लिखने दें या इलेक्ट्रॉन का मूलभूत संवेग ℏ का अर्ध पूर्ण गुणज हो सकता है याद करें कि बोहर ने क्या कहा था बोहर ने कहा था कि कोणीय संवेग का न्यूनतम मान ℏ होना चाहिए और फिर यह परिवर्तित होता है क्योंकि आप अन्य पूर्णांकों को जानते हैं यद्यपि परमाणु संरचना की व्याख्या करने के लिए और हमें वह सब स्वीकार करना था और यह प्रायोगिक साक्ष्य पर आधारित है कि स्पिन एक इलेक्ट्रॉन के मूलभूत कोणीय संवेग को के अर्ध पूर्ण गुणज मान का होगा और अंतर अभी भी 1 होगा तो अब हमारे पास एक और क्वांटम संख्या है हम इसे स्पिन के लिए ms s के लिए स्पिन कहते हैं मैं यह भी ध्यान दूँ कि हमने पहले देखा था कि कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण इसके कोणीय संवेग μel2m से संबंधित होता है इलेक्ट्रॉन के केस में क्या पाया गया हालांकि इलेक्ट्रॉनों के चक्रण स्पिन और संबंधित चुंबकीय आघूर्ण s के लिए प्रयोगात्मक रूप से रेखाओं के प्रसार की व्याख्या करने के लिए क्या पाया गया और वह सब इस केस में s2 है और इसलिए sZ2eℏ22m या 2eℏ22me तो इसे जाइरो चुंबकीय अनुपात कहा गया जो कक्षीय कोणीय संवेग के लिए 1 और स्पिन कोणीय संवेग के लिए 2 होता है एक इलेक्ट्रॉन के मूलभूत कोणीय संवेग के विचार को स्पिन कहा जाता है जिसे उहलेनबेक और गौडस्मिट द्वारा प्रस्तावित किया गया था और फिर परमाणु की संरचना को समझने के लिए वह अपने अपवर्जन सिद्धांत के साथ आया जिसमें कहा गया था कि किन्ही भी 2 इलेक्ट्रॉनों की सभी क्वांटम संख्याएँ समान नहीं होंगी के बजाय होगा मेरे पास वास्तव में अब होना चाहिए हो सकता है तो यह मौलिक सिद्धांत बन जाता है तो अब देखते हैं कि हमारे पास और क्या है हमारे पास क्वांटम संख्याएँ n l m और ms हैं अब किसी दिए गए n के लिए और कहें तो हमारे पास क्वांटम संख्या n l m और ms है किसी दिए गए n के लिए याद रखें कि k के मान क्या थे k के मान 1 2 और n तक थे लेकिन अब हम k में रुचि नहीं रखते हैं इसके बजाय हमारे पास l है जो k 1 के बराबर है अतः l के मान 0 1 2 n 1 तक होंगे और यह कुल कोणीय संवेग से संबंधित है और प्रत्येक l के लिए मेरे पास m के मान होंगे जो l से l तक है ठीक है और फिर मेरे पास चौथी क्वांटम संख्या ms है जो 12 या 12 हो सकती है आइए देखें कि इनका क्या अर्थ है तो l का अर्थ है कि कोणीय संवेग l परिमाण के रूप में है m का अर्थ है z घटक संवेग m है और m s इलेक्ट्रॉन का निहित स्पिन कोणीय संवेग जो ℏ2 या ℏ2 है संक्षेप में ms है और जब मैं कहता हूँ कि सभी क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं तो यह आवर्तता 8 के नियम को और यह उन सब की व्याख्या करता है और स्पेक्ट्रोस्कोपी में चुंबकीय क्षेत्र में स्तरों के विभाजन के लिए एक और सूक्ष्म बिंदु है जिसे मैं एक मिनट में समझाऊंगा लेकिन आइए अब हम परमाणुओं के गुणों की आवर्तता के बारे में देखें तो आइए देखें कि n 1 l अधिकतम 0 हो सकता है m 0 हो सकता है और ms 12 या 12 हो सकता है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या आइए हम दायीं ओर लिखें इस स्तर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है सही तो प्रत्येक क्वांटम संख्या के लिए एक आइए अब देखते हैं n 2 l 0 होगा m 0 होगा तो ms 12 12 होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी मेरे पास इसमें भी l 1 होगा तो m 1 0 1 होगा ms के प्रत्येक 2 स्तरों के लिए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है और इसी तरह इसलिए कोई देख सकता है किआवर्तता या विभिन्न स्तरों का निर्माण कैसे किया जाता है और कोई यह भी देख सकता है कि जिस तरह से आवर्तता का निर्माण किया गया था और जो किसी अफबाऊ सिद्धांत नाम के साथ आया था जिसमें कहा गया था कि जिस क्रम में परमाणु स्तर भरे जाते हैं वह nl के लिए बढ़ती संख्या में है और यदि n l समान है तो निम्न n पहले भरा जाता है सही तो आइए देखते हैं कि तो इसका अर्थ है कि n 1 l 0 पहले भरा जाएगा n 2 l 0 और फिर l1 भरा जाएगा या n 3 मेरे पास l 0 भरा जा रहा है l 1 भरा जा रहा है और अब मेरे पास n4 l 0 के साथ एक प्रतिद्वन्दता है क्योंकि दोनों के लिए n l 4 है n 3 l 1 और n 4 l0 हालांकि अब निचला सिरा पहले भरा जाएगा तो पहले आप n 3 l 1 भरेंगे अब n 3 l2 के बारे में क्या n l 5 है लेकिन n 4 l 1 n l फिर से 5 है सही तो आइए अब देखते हैं कि अब हम पहले n 4 l 0 स्तर को भरने जा रहे हैं और उसके बाद मैं n 3 l 2 स्तर भरने जा रहा हूँ और फिर n बराबर है अब मेरे पास n 5 l 0 n l 5 है लेकिन पहले मैं इन सभी निम्नतम n को भरने जा रहा हूँ तो n 4 l 1 और फिर n 5 l 0 यह वह क्रम है जिसमें मैं करूंगा आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 2 6 2 6 2 है यह l 2 है तो यह 10 होने जा रहा है l 1 फिर से 8 होने जा रहा है l0 फिर से 2 होने वाला है आइए हम इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या देखते हैं अब मैं इसे मिटा देता हूँ और देखता हूँ कि इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या है यदि मैं केवल n1 l0 तक भरता हूँ तो मेरे पास 2 4 10 12 18 20 30 38 40 और इसी तरह हैं ये शेल फिलिंग कक्षा भराव हैं और यहीं से आवर्तता आने लगती है ये shell feelings हैं ठीक है और इसी तरह तो इस प्रकार परमाणु संरचना की व्याख्या की गई अब उपरोक्त सिद्धांत को कभी कभी इस तरह लिखा जाता है आप स्तरों को 1 s 2 s 2 p 3 s 3 p 3 d 4 s 4 p 4 d 4 f 5 s 5 p 5 d 5 f और इसी तरह लिखते हैं और फिर आप उन्हें इस तीर के अनुसार भरते हैं तो आप 1s से शुरू करते हैं फिर आप 2 s भरते हैं फिर आप 2 p भरते हैं और 2 p के बाद आप 3 s 3 p भरते हैं और 3 p के बाद आप 3 d पर नहीं जा सकते हैं आप इस रास्ते नहीं जा सकते आपको 4 s पर जाना होगा और फिर आप 3 d 4 p 5 s और इसी तरह पर आते हैं तो इसे अफबाउ सिद्धांत के रूप में जाना जाता है आवर्त सारणी में अधिकतम संख्या में परमाणु का पालन किया जाता है और इस तरह से स्तर भरे जाते हैं अत इस व्याख्यान में हम यह निष्कर्ष निकालते है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान l 0 2ℏ आदि हो सकता है और फिर हम सभी ने यह भी सीखा है कि यहाँ स्पिन कोणीय संवेग है जो 2 और 2 है और वैसे ये स्पिन कोणीय संवेग के 2 मान हैं जो चांदी के परमाणुओं के बीम के विभाजन और स्टर्न गेरलाच प्रयोगों को 2 में विभाजित करते हैं और फिर हमारे पास पाउली अपवर्जन सिद्धांत है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों में सभी क्वांटम संख्याएँ समान नहीं हो सकती हैं और इसी के साथ मैं यह व्याख्यान समाप्त करता हूँ मैंने आपको हम जो आज जानते हैं उसके साथ इतिहास का मिश्रण दिया है इस इतिहास पर चर्चा की गई है क्योंकि यह जानना महत्वपूर्ण है कि विचार कैसे विकसित होता है और ये सभी चीजें आप देख सकते हैं कि कभी कभी जब हम कोणीय संवेग का वर्णन कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं kℏ फिर अचानक हम प्रायोगिक साक्ष्य के साथ कह रहे हैं k नहीं बल्कि k माइनस 1 ℏ सही होना चाहिए फिर कुछ गुणों की व्याख्या करने के लिए स्पिन कोणीय संवेग का विचार भी आया पाउली अपवर्जन सिद्धांत को आवर्तता और परमाणु कोश संरचना को भरने के लिए पेश किया गया था इन सभी बातों को संरक्षित रखा जाना चाहिए ये प्रायोगिक तथ्य हैं जिन्हें इन सिद्धांतों का उपयोग करके समझाया गया है जो कहा जा रहा है वह सब जो संरक्षित किया जाना चाहिए और एक पूर्ण सिद्धांत से स्वतः बाहर आना चाहिए जिसे हम बाद में देखेंगे जब हम क्वांटम यांत्रिकी विकसित करते हैं कि यह बाहर आता है